Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur व्याख्यान 35 फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जारी इसलिए आपकी दूसरी समस्या के लिए वापस आएं फिर हम देखेंगें कि आपकी जिसे आप R L सर्किट कहते है और यह अभी Refer Slide Time 0026 तो आरेख में इस पर आते है आरेख 51 में स्विच को लंबे समय तक बंद कर दिया गया है और यह t 0 पर ओपन है आपको सभी समय के लिए i और v को ज्ञात करना होगा तो यह दिया जाता है कि स्विच एक लंबे समय से बंद है और उसका अर्थ है यह स्विच लंबे समय तक बंद था और मेरा अर्थ है यह बंद था एक के लिए यह स्विच लंबे समय तक बंद था Refer Slide Time 0057 और t 0 पर यह स्विच ओपन है अब सवाल है यह एक वहाँ यह 100 वोल्ट का स्रोत है लेकिन वहाँ एक स्टेप इनपुट भी है यहाँ अर्थात 15 u वोल्ट है तो सामान्य तौर पर जब आप u के 15 लिखते है कि यह एक 0 जब t 0 से कम और 15 जब t 0 से अधिक हो तो उस मामले में अर्थात सामान्य रूप से u वास्तव में 0 t 0 से कम के लिए और यह 1 है t 0 से अधिक के लिए तो इसीलिए यह 15 u t 0 के लिए t 0 से कम के लिए अर्थात जिसे आप पिछला इतिहास कहते है अर्थात मुझे इसे साफ करने दें तो इसका अर्थ है यह स्विच लंबे समय से बंद था Refer Slide Time 0153 तो इस स्थिति में ऐसा क्या होगा अर्थात t 0 से कम के लिए तो उस स्थिति में क्या होगा वह 15 u तो मैंने आपको बताया यह 0 है t 0 से कम के लिए और यह 15 है t 0 से अधिक के लिए इसका अर्थ है उस मामले में क्या होगा यह वही है जिसे आप कहते है यह लंबे समय से बंद था और इसका अर्थ है यह 15 u वोल्टेज स्रोत वास्तव में यह 0 बन रहा है इसका अर्थ है यह इस तरह होगा तो बस इसमें शामिल हों क्योंकि यह चीज़ वास्तव में 0 है क्योंकि स्विच लंबे समय के लिए बंद था इसलिए चूंकि स्विच लंबे समय के लिए बंद था अर्थात इस को और वहाँ यह 100 वोल्ट DC स्रोत है यह बंद है अर्थात यह संधारित्र एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो मेरा अर्थ है अगर यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है अर्थात स्विच लंबे समय तक बंद था अर्थात vc अर्थात v vc माना v 0 क्षमा करें 0 यह 100 वोल्ट तो यह वही है जो आप कहते है यह vc 0 है और इसी समय पर आप आसानी से और चूँकि यह 10 Ω और 20 Ω में है जिसे आप कहते है समानांतर में है क्योंकि यह वोल्टेज 0 है इसलिए यह शॉर्ट है मेरा अर्थ है सिर्फ स्पष्टीकरण के उद्देश्य से है इसलिए और जिसे आप कहते है आसानी से आप I की गणना कर सकते है क्योंकि यह कार्य करेगा यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो समकक्ष सर्किट दिखाया गया है मैंने इसे यहाँ खींचा है इसलिए इस मामले में वहां सब कुछ लिखा गया है मैंने जो कुछ भी कहा वह सब यहां बताया गया है यह 15 है इसलिए इस मामले में जो कुछ हुआ सर्किट कुछ इस तरह से होगा Refer Slide Time 0343 तो यह संधारित्र है वहाँ था यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा और यह i है और यह 10 Ω और 20 Ω समानांतर में है और यह 100 वोल्ट है तो v0 v 100 वोल्ट और होगा v 10 अर्थात 10 एम्पीयर वास्तव में आपके पास है अगर आप मेरा अर्थ है सिर्फ 1 मिनट यदि आप इसका पता लगाने की कोशिश करते है मैंने इस तरह से दिशा ली दिशा इस तरह से ली तो अगर कहते है कि मुझे पता है केवल इस चीज के लिए यह वोल्टेज और यह वोल्टेज मतलब यह वोल्टेज v है तो यह है यह है तो यह मूल रूप से है क्या होगा 10 i अगर इस तरह से चलता है 10 i v 0 तो i v 10 अर्थात 10010 अर्थात 10 एम्पीयर इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में इसीलिए इसे i v 10 दिया गया है यह है 10 एम्पीयर और संधारित्र संधारित्र वोल्टेज पर मेरा अर्थ है यदि आप देखते है सर्किट जब स्विच t 0 पर ओपन होता है संधारित्र वोल्ट अर्थात जैसे ही यह ओपन होता है यह यह वोल्टेज स्रोत वहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह डिस्कनेक्ट हो गया है और अर्थात t 0 पर यह ओपन है तो t 0 से अधिक के लिए यह 15 वोल्ट स्टेप इनपुट यहाँ होगा और अंत में संधारित्र वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है तो उस स्थिति में क्या होगा v0 v0 वह 100 वोल्ट होगा Refer Slide Time 0517 तो अब इस मामले में 15 वोल्ट स्रोत वहाँ है और यह 10 i है और यह v 1 14 फैराड है अब लंबे समय के बाद मेरा अर्थ है अगर आप देखें कि चूँकि संधारित्र वोल्टेज तुरंत नहीं बदल सकता है इसलिए v0 v0 अर्थात 100 वोल्ट t 0 से अधिक के लिए स्विच ओपन है और 10 वोल्ट स्रोत सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया है कि मैंने आपको बताया तो यह 15 u वोल्ट स्रोत अब सर्किट में कार्यरत है यह इस तरह से है अब स्टीडी स्थिति में यदि आप यदि आप स्टीडी स्थिति में देखते है अर्थात v infinity क्या होगा माना स्टीडी स्थिति पर यह संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा अर्थात सर्किट कुछ इस तरह होगा यह 15 वोल्ट है यह 10 Ω है यह 20 Ω है और यह संधारित्र DC को स्टीडी स्थिति में ओपन सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा यह Vs Vss वास्तव में v infinity v है यह स्टीडी स्थिति में v है अब जैसा कि आप आसानी से कर सकते है यह ओपन सर्किट है तो यह 10 Ω है और यह 20 Ω है तो आप आसानी से पता लगा सकते है कि करंट i क्या है तो यह i दिया जाता है यह ओपन सर्किट है तो i वास्तव में 15 विभाजित20 10 यानी 30 तो आधा एम्पीयर अर्थात i तो v infinity क्या है तब v infinity होगी वह एक स्टीडी स्थिति मान है यह ओपन सर्किट है यह i इसमें प्रवाहित हो रही है यह i आधी है और यह 20 है तो वह 10 वोल्ट तो v infinity 10 वोल्ट है तो यह सर्किट आपके लिए तैयार किया गया है तो इस मामले में यह है v infinity 10 वोल्ट अब कब RThevenin का पता चलेगा तो RThevenin का अर्थ है थैवनिन प्राप्त करने के लिए मैंने आपको सर्किट दिखाया यह इस बिंदु से देखने के लिए है जिसे आपको पता लगाना है Refer Slide Time 0723 उस समय पर आपको इसे शॉर्ट करना होगा तो 10 Ω और 20 Ω समानांतर में है क्योंकि इसे शॉर्ट करना है तो इस मामले में RThevenin होगा 10 2010 20 तो यह 200 विभाजित होगा 30 203 Ω अर्थात RThevenin इसीलिए समय स्थिरांक τ होगा c RThevenin तो c को एक 4 फैराड दिया जाता है तो यह 14 203 है तो वह 53 सेकंड यह τ है तो मुझे यह साफ करने दें यह सभी गणनाएं वहाँ है लेकिन मैं इसे ऐसा बना रहा हूं तो इस मामले में यह τ है अर्थात 53 सेकंड और RThevenin आपको 203 मिला है Refer Slide Time 0820 अब इस सूत्र को जानते है कि vt v infinity v0 v infinity e t t τ तो v infinity को मिला 10 v0 100 और v infinity 10 तो 100 10 53 तो यह होगा e t 3 t 5 तो vt होगा 10 10 e t की पॉवर 3 t 5 वोल्ट अब आरेख 53 से i अब यदि आप आरेख 53 पर आते है कि i तो एक बात वहाँ है कि यह वोल्टेज Refer Slide Time 0853 इस वोल्टेज v का अर्थ है वहाँ अन्य कोई तत्व नहीं है तो 20 Ω प्रतिरोध में वही वोल्टेज प्रभावित करेगा तो यह करंट माना यह i 1 है और इस संधारित्र के माध्यम से माना यह iic है तो i 1 को माना v 20 यह i 1 है और ic यह c होगा यह c है संधारित्र c dV dt अर्थात i v20 c d vd t इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो यदि आप केवल वहाँ से इस समीकरण को लिखते है कि i v 20 c d v d t तो इसका अर्थ है जो आप उसे कहते है आप v की उस अभिव्यक्ति को रखते है इसलिए हर बार मैं उस vt और vt को नहीं लिख रहा हूं Refer Slide Time 0950 यदि आप चाहें आप इसे रख सकते है यह vt है लेकिन यह समझ में आता है यह समझ में आता है इसलिए vt की अभिव्यक्ति यहां रखें यह अभिव्यक्ति आप इसे यहां रखते है और इस एक का डेरीवेटिव लेते है तो यह दूसरा टर्म है कि c 14 फैराड d v d t तो मुझे यह साफ करने दें तो इस मामले में i सरलीकरण करने के बाद आधा 92 e t 3 t 5 272 e t 3 t 5 अर्थात i आधा 9 e t 3 t 5 एम्पीयर ध्यान दें यह v 10 i 15 संतुष्ट है यदि आप इस सर्किट पर जाते है इस सर्किट पर जाएं मेरा मतलब है अगर आपको लगता है मैं KVL अप्लाई करना चाहता हूं मैं KVL अप्लाई करना चाहता हूं तो इस वोल्टेज v का अर्थ है माना अगर मैं इसे इस तरह बनाता हूं इस वोल्टेज v का अर्थ है यह है 10 i v 15 0 अर्थात 10 i v 15 आप इसकी जाँच करें यह संतुष्ट होगा Refer Slide Time 1053 तो मुझे इसे साफ करने दें क्षमा करें तो इसीलिए यह लिखा है यह वास्तव में संतुष्ट है इसीलिए सभी t के लिए v 100 वोल्ट अर्थात v0 100 वोल्ट t 0 से कम के लिए और 10 90e t 35 वोल्ट t 0 से अधिक के लिए और इसी तरह से i के लिए t 0 से कम के लिए यह है 10 एम्पीयर आपने गणना की है और t 0 से अधिक के लिए यह है आधा 9e t 3 t 5 एम्पीयर अर्थात t 0 से अधिक के लिए तो एक और तरीका अब यह है मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगें चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है Refer Slide Time 1152 तो पूर्ण रिस्पांस को देखने का एक दूसरा तरीका है दो घटकों को तोड़ना एक नेचुरल रिस्पांस है और दूसरा फोर्स्ड रिस्पांस है मेरा अर्थ है रिस्पांस में दो चीजें हैं आप इसे तोड़ सकते है एक नेचुरल रिस्पांस है और अन्य फोर्स्ड रिस्पांस है तो कुल पूर्ण रिस्पांस भी लिख सकते है तो पूर्ण रिस्पांस नेचुरल रिस्पांस अर्थात संग्रहीत ऊर्जा अर्थात स्रोत सर्किट अर्थात नेचुरल रिस्पांस प्राप्त हुआ फोर्स्ड अर्थात स्वतंत्र स्रोत संभवतः हो सकता है वोल्टेज स्रोत या करंट स्रोत स्वतंत्र स्रोत तो माना अर्थात मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 1231 अर्थात v नेचुरल रिस्पांस vn फोर्स्ड रिस्पांस vf यह समीकरण 59 है इसीलिए समीकरण 48 से समीकरण इसे फिर से लिखा जा सकता है क्योंकि मैं यहाँ समीकरण 48 लिख रहा हूँ समीकरण 48 से यह वास्तव में समीकरण 40 लिख रहा हूँ कहीं मैं लिख रहा हूँ माना यहाँ vt vt यह समीकरण समीकरण 40 था Vs Vs फिर v0 आप v0 को कॉमन ले सकते है फिर एक 1 - e t t τ मेरा अर्थ है मात्र मात्र यह समीकरण आप उस v0 को लिख सकते है यह 1 है जिसे आप कहते है है v0 पुनः सिर्फ एक मिनट e से v0 e t tτ फिर Vs फिर v0 होगा सिर्फ 1 मिनट मुझे इसे यहाँ बनाने दें यह v0e t t τ Vs Vse t t τ है तो वह वास्तव में है Vs v0 Vse t tτ तो यह v0 है क्षमा करें मुझे इसे साफ करने दें Vs Refer Slide Time 1401 तो यह वास्तव में है Vs v0 Vs e t tτ अर्थात समीकरण 48 तो यह वास्तव में v infinity v0 v infinitye t tτ है इसलिए यदि आपके पास है v0e t tτ आप इसे यहाँ लिखते है और वे हैं Vs Vse t t τ आप Vs को कॉमन ले सकते है तो यह होगा 1 e की पॉवर e t tτ तो इसका अर्थ है वह vn मुझे इसे साफ करने दें अर्थात vn अर्थात पहला टर्म अगर v0 e t tτ अर्थात स्रोत सर्किट के लिए नेचुरल रिस्पांस है ऐसा देखा है स्रोत के लिए सर्किट ऐसा देखा है और इसे वास्तव में फोर्स्ड रिस्पांस कहते है अर्थात कुछ अर्थात उस बाहरी बल के कारण वह और कुछ नहीं बल्कि वह वोल्टेज स्रोत है तो यह वास्तव में vn है और यह Vs है तो vn vn v0e t tτ नेचुरल रिस्पांस और Vs Vs 1 e t tτ अर्थात फोर्स्ड रिस्पांस इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इस तरह से यह समीकरण 48 इस तरह से लिखा जा सकता है तो यह समीकरण 59 60 61 और 62 है Refer Slide Time 1521 इसीलिए नेचुरल रिस्पांस vn पहले ही खंड 62 में व्यक्त किया गया है जो उसने किया है तो vf को फोर्स्ड रिस्पांस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह है उत्पादित सर्किट जब बाहरी बल अप्लाई होता है जोकि इस मामले में है यह एक वोल्टेज स्रोत है अब वह समानांतर RC सर्किट का करंट रिस्पांस Refer Slide Time 1544 तो अब विचार करें कि सर्किट अर्थात समानांतर RC सर्किट लेकिन वहाँ एक करंट स्रोत है तो इस मामले में भी यह है i u t दिया गया है और आप जानते है कि u यह 0 है t 0 से कम के लिए यह 1 है t 1 से अधिक के लिए इसीलिए मेरा i u t 0 t 0 से कम के लिए और यह i है t 0 से अधिक के लिए तो स्टेप इनपुट और यह एक समानांतर R C सर्किट है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 1622 इसलिए यदि मान लिया जाए जब आप उसे क्या कहते है जब t 0 से अधिक के लिए तो i u t होगा I क्योंकि u 1 तो इस मामले में यदि t 0 से अधिक के लिए u वहाँ नहीं है माना तो यह दर्शाता है समझने के लिए यह I है और अगर जो कि आप कहते है अगर अगर सर्किट है यह है स्टीडी स्थिति तो यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा यह एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा अर्थात इस संधारित्र के पार वोल्टेज vc जो कि इसे कहते है जो आप कहते है अर्थात स्टीडी स्थिति रिस्पांस या जो कि है vc infinity तो उस स्थिति में vc होगा V स्टीडी स्थिति वही बात vc infinity और यह I करंट इस तरह प्रवाहित होगी इसलिए यह होगी I R मुझे आशा है यह आपको समझ में आया होगा तो इस पर उस पर आधारित और τ समय स्थिरांक अर्थात C R तो इस नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस का उपयोग करते हुए इसलिए प्राप्त करने की कोशिश करूँगा आप जो कहते है वोल्टेज या करंट जो भी चाहते है की अभिव्यक्ति इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो इस मामले में आपका इसलिए शुरू में यही कारण है मैंने आपको vc बताया था और शुरू में यह माना जाएगा कि संधारित्र का प्रारंभिक वोल्टेज vc 0 v0 था जोकि इसे मान रहे है यह 0 भी हो सकता है लेकिन मान रहे है कि vc 0 v0 और स्टीडी स्थिति में मैंने आपको बताया vc infinity I R तो इसे समीकरण 648 से ज्ञात करें कि vc t vc infinity vc 0 vc infinitye t tτ इसीलिए vc t I R vc infinity को I R v0 मिल गया है क्योंकि संधारित्र का प्रारंभिक मान लेते है इसे v0 पर चार्ज किया गया है तो v0 vc infinity है I तो v0 I Re t t τ या कर सकते है v0e t t τ मेरा अर्थ है यह v0 गुणन e t t τ फिर I R I Re t tτ तो I R को कॉमन लें 1 e t t τ यह समीकरण 63 है तो vn नेचुरल रिस्पांस है अर्थात v0e t tτ एक स्रोत प्री सर्किट जैसा है और vf फोर्स्ड रिस्पांस अर्थात I R 1 e t t τ तो इसके बाद इसलिए यह सरल समानांतर R C सर्किट है करंट स्रोत ले तो I स्टेप स्टेप इनपुट तो अब अगला एक R L सर्किट का स्टेप रिस्पांस है तो यह सर्किट है यह अगला एक R L सर्किट के स्टेप रिस्पांस के लिए जाएगा Refer Slide Time 1909 तो इस मामले में वह आरेख 55 R L सर्किट को दर्शाता है और बदला जा सकता है सर्किट आरेख 56 में दिखाया गया है तो यह R L सर्किट है मान लीजिए कि t 0 स्विच बंद है तो यह है एक जिसे आप कहते है एक सरल तरीका R C सर्किट को कंसीडर करें यहां भी यह सरल RL सर्किट है यह एक L है और L के पार वोल्टेज अर्थात इंडक्टर vt है और ध्रुवीयता को L चिह्नित किया गया हैI क्षमा करें और यह करंट i बह रही है अब सामान्य रूप से जब स्विच और आगें बढ़ने से पहले जब स्विच बंद हो जाता है यह इस तरह से होगा और स्टीडी स्थिति पर यह इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है एक स्टीडी स्थिति इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है और यदि यह करंट i है अर्थात हमारी स्टीडी स्थिति इन्फिनिटी होगी VsR जोकि बेशक t 0 से अधिक के लिए स्विचिंग के बाद स्विच बंद है इंडक्टर कार्य करता है जिसे आप शॉर्ट सर्किट कहते है संधारित्र DC की स्टीडी स्थिति में ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 2016 तो यह सर्किट इसे इस तरह से फिर से परिभाषित किया जा सकता है कि यह होगा V स्टेप इनपुट Vs u और r और यह L है पहले की भांति vt एक ही चीज पर यह एक ही चीज है कि Vs u 0 के बराबर है t 0 से कम के लिए और यह है यह Vs t 0 से अधिक के लिए तो इसीलिए इसे Vs u के रूप में लिखा जाता है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें इसलिए हमारा उद्देश्य इंडक्टर करंट i को खोजना है यह इंडक्टर करंट i है चूँकि सर्किट रिस्पांस उस तकनीक का उपयोग करेगा जो समीकरण 59 से 62 अर्थात इस समीकरण से 59 से 62 अर्थात यह आप इस समीकरण को कहते है इस समीकरण वह 59 60 61 62 से आप इस का उपयोग करते है v vn vf इसी तरह i in i f के लिए अप्लाई करें समान अवधारणा तो इस मामले में इस मामले में क्या करेगा i in i f in करंट का नेचुरल रिस्पांस है और i f करंट का फोर्स्ड रिस्पांस है इसलिए नेचुरल रिस्पांस हमेशा एक डीकेयिंग होता है जिसे आप एक्सपोनेंशियल कहते है इसलिए देखा गया है कि यह लिखा गया है in माना a e t tτ और यह है L R आमतौर पर L R R L सर्किट तो τ L R समय स्थिरांक माना यह समीकरण 67 है और a एक स्थिरांक है जिसे आपको पता लगाना है वह नेचुरल रिस्पांस हमेशा एक होता है जिसे आप डीकेयिंग एक्सपोनेंशियल कहते है तो सीधे तौर पर मैं लिखता हूं in a e t tτ इसलिए A को बाद में निर्धारित किया जा सकता है उसे देखेंगें अब फोर्स्ड रिस्पांस स्विच आकृति के बंद होने के बाद लंबे समय के बाद करंट का मान है इसलिए हमेशा यह पता है कि 5 समय स्थिरांक के बाद अर्थात 5 τ नेचुरल रिस्पांस अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है तो उस समय t 5 τ से अधिक और के बराबर इसलिए इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसके पार वोल्टेज 0 होता है तो इसका अर्थ है मैंने आपको शुरू में ही इस सर्किट के लिए कहा था जब स्विच जो आप इस सर्किट के लिए कहते है जब स्विच बंद हो जाता है और इसे लंबे समय तक रखा जाता है तो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के रूप में कार्य करता है तो स्वाभाविक रूप से आप जो बुलाते है वह कर सकते है iinfinity Vs R तो यह i f है अर्थात फोर्स्ड रिस्पांस यह और कुछ भी नहीं बल्कि iinfinity है जिसे आप Vs R कहते है इसलिए यदि यह है तभी समीकरण 67 और 68 इसे i के रूप में लिखा जा सकता है यह नेचुरल रिस्पांस a है a e की पॉवर tτ के बराबर है और यह फोर्स्ड रिस्पांस Vs R है अर्थात स्टीडी स्थिति वाला अर्थात i i f और कुछ नहीं बल्कि iinfinity Refer Slide Time 2316 तो i f फोर्स्ड रिस्पांस और कुछ भी नहीं बल्कि I स्टीडी स्थिति अर्थात iinfinity अर्थात Vs R तो वह और मान लें मुझे साफ कर दें मान लें कि i0 होगी i0 होगी इंडक्टर की प्रारंभिक करंट हम यह मानेंगें कि वह Vs के अलावा किसी अन्य स्रोत से आ सकता है तो जान लें इंडक्टर के माध्यम से वह करंट तुरंत बदल नहीं सकती है अर्थात स्विच के समय स्विच के बंद होने के समय i0 i0 i0 क्योंकि इंडक्टर के माध्यम से करंट तुरंत नहीं बदल सकती है इसीलिए t 0 पर i i0 तो समीकरण 69 में बन जाती है अर्थात यहां आप जो कहते है t 0 पर आप i बड़ा I प्रत्यय 0 रखते है इसलिए यदि आप ऐसा करते है वह i0 तब बड़ा i0 प्राप्त करेंगें a Vs r प्राप्त करेंगें जहाँ से आपको a i0 Vs R मिलेगा यह A का मान समीकरण 69 में इनपुट करते है तो आपको मिलेगा i t i0 Vs Re t t up t R Vs R यह समीकरण 72 है इसीलिए यह यह टर्म पहले लिख रहा है Vs R i0 Vs Re t t τ तो यह समीकरण और कुछ भी नहीं बल्कि देखें कि यह iinfinity है VsR यहां iinfinity है और यह i0 प्रारंभिक मान है अर्थात i0 पुनः यह i0 है iinfinitye t tτ पहले की भांति i0 बड़ा I प्रत्यय 0 के लिए और मैंने आपको कहा था iinfinity Vs R तो ध्यान दें कि यदि स्विचिंग समय t t 0 पर होती है यदि यह t पर है स्विचिंग t t 0 पर होती है तो यह होगा तब यह होगा कि यह i t 0 होगा Refer Slide Time 2519 क्योंकि t t 0 पर आपको प्रारंभिक मान प्राप्त करना होगा अर्थात t 0 पर अर्थात यह 0 है इसलिए वहाँ iinfinity है वहाँ iinfinity है और यहाँ e की पॉवर tτ के बजाय यहाँ यह होगा e t t t 0τ इसलिए यदि वह करंट i0 0 है मान लेते है यदि प्रारंभिक करंट 0 है तो t 0 से कम के लिए लिख सकते है i t 0 और i t क्योंकि i0 जिसे आप कहते है i0 0 फिर के लिए और फिर यह है VsR 1 e t tτ यदि t 0 से अधिक है और यदि मान लें प्रारंभिक करंट i0 0 यह समीकरण 76 है तो या इस बात को साधारणतः लिख सकते है क्योंकि यह है t 0 से कम है t 0 से अधिक है आप इसे इस तरह बना सकते है i t VsR 1 e t tτ u तो t 0 से कम के लिए u 0 है तो यह 0 हो जाएगा जैसे कि t 0 से अधिक के लिए u 1 है यह यह चीज बन जाएगा तो यह 2 यह 2 जिसे आप कहते है करंट चीज को उस पर जोड़ सकते है एक टर्म में लिख सकते है अर्थात Vs R 1 e t t τ u यह समीकरण 77 है तो समीकरण 77 वास्तव में i0 0 के साथ R L सर्किट का स्टेप रिस्पांस देता है इंडक्टर के पार वोल्टेज समीकरण 6 77 से प्राप्त किया जा सकता है तो वह है vt l d i td id t तो आप इसका डेरीवेटिव ले सकते है आप इसका डेरीवेटिव ले सकते है d i d t यदि आप ऐसा करते है तो आपको मिलेगा VsR Lτ e t tτ लेकिन LR τ है तो τ τ रद्द कर दिया जाएगा तो यह होगा vt Vse t tτ लेकिन यहाँ u संलग्न है अर्थात t 0 से कम के लिए u 0 है इसलिए यह 0 होगा और t 0 से अधिक के लिए u 1 है यह vt होगा होगा Vse t t τ तो इसका अर्थ है यदि आप इसे देखते है तो i t का स्टेप रिस्पांस और यह चीज Refer Slide Time 2732 इसलिए जब R L सर्किट के लिए स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो करंट iinfinity है Vs R है तो करंट स्टीडी स्थिति मान Vs R पर जा रही है आम तौर पर 5 τ के बाद τ समय स्थिरांक है यह लगभग प्राप्त करेगा Vs R और t के लिए जब t 5 τ से अधिक और बराबर है तो Vs एक्सपोनेंशियली डीकेय हो रहा है तो यह vt होगा डीकेय हो रहा है तो यह धीरे धीरे 0 पर जा रहा है इसलिए t 5 τ से अधिक और बराबर पर यह लगभग 0 हो जाएगा तो यह करंट प्लॉट है और यह वोल्टेज प्लॉट है जिसके लिए आप उसे कहते है R L सर्किट है स्टेप इनपुट तो यह i0 0 के साथ एक R L सर्किट का स्टेप रिस्पांस है कोई प्रारंभिक इंडक्टर करंट नहीं एक करंट रिस्पांस और दूसरा वोल्टेज रिस्पांस अतः • Glossary English Word Hindi Word Meaning ampere एम्पीयर एम्पीयर apply अप्लाई लागू करना charge चार्ज आवेश common कॉमन उभय निष्ठ consider कंसीडर विचार करें current करंट धारा decay डीकेय क्षय decaying exponential डीकेयिंग एक्सपोनेंशियल क्षयकारी घातांक derivative डेरीवेटिव यौगिक disconnect डिस्कनेक्ट पृथक करना exponentially एक्सपोनेंशियली घातांकीय रूप से farad फैराड फैराड First order circuits फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स प्रथम क्रम परिपथ forced response फोर्स्ड रिस्पांस मजबूर प्रतिक्रिया Inductor इंडक्टर प्रेरित्र infinity इन्फिनिटी अनंत input इनपुट निविष्ट minute मिनट मिनट natural response नेचुरल रिस्पांस प्राकृतिक प्रतिक्रिया open ओपन खुला हुआ phase फेज चरण plot प्लॉट खींचना power पॉवर शक्ति pre circuit प्री सर्किट पूर्व परिपथ second सेकंड सेकंड short circuit शॉर्ट सर्किट बंद परिपथ steady स्टीडी स्थिर step स्टेप स्टेप switch स्विच स्विच switching स्विचिंग स्विचन term टर्म पद Thevenin थैवनिन थैवनिन volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज